व्याख्यान 47 फैराडे का नियम अब तक इस पाठ्यक्रम में हमने स्थैतिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया है इसलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन किया है जो नियत आवेश और संबंधित विद्युत क्षेत्र और पोटेंशियल v r के साथ संबंधित है या हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स का अध्ययन किया है जो अपरिवर्ती धाराओं से संबंधित है इसका मतलब है कि विद्युत धारा समय j r धारा घनत्व पर निर्भर नहीं करता है जो संबंधित चुंबकीय क्षेत्र और वेक्टर पोटेंशियल और इसी तरह अब हम गतिकी में जाने वाले हैं और इसका मतलब है कि हम समय के साथ चीजों को बदलने जा रहे हैं और देखें कि इसका क्या प्रभाव होता है इसलिए पहली बात जो इसमें आती है वह है फैराडे का नियम Faraday's law कि फैराडे ने पहले सोचा था कि क्या होना चाहिए और फिर देखा गया कि अगर मेरे पास सर्किट है और मैं इसके माध्यम से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स बदल देता हूं तो हम इसके माध्यम से गुजरने वाले फ्लक्स के d भाग d t को बदलते हैं फिर यह एक e m f और इकाइयों को प्रेरित करता है तो आप इस तरह से जानते हैं कि e m f d से dt फ्लक्स के समान है जो कि emf का परिमाण है ठीक है इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक सर्किट है तो इस e m f की वजह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और फ्लक्स में बदलाव के कारण इस विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा के बारे में क्या है और यह लेंज़ के नियम Lenzs law द्वारा दिया गया है जो कहता है कि दिशा ऐसी है कि यह परिवर्तन के कारण विरोध करती है और हम एक मिनट में गणितीय रूप से इसे लागू करेंगे अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक सर्किट लेता हूं और सर्किट के क्षेत्र को बदलता हूं या इसके माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो एक emf उत्पन्न होगा मैं यह आपको एक प्रदर्शन के माध्यम से दिखाता हूं मैं IIT कानपुर में प्रोफेसर H C वर्मा को आभार करना चाहता हूं जिन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इन प्रदर्शनों को विकसित किया है पहले प्रदर्शन में मेरे पास यह ट्यूब है जिस पर बहुत सारे तार घुमाए गए हैं मैं इस चुंबक को अंदर डालता हूं अब अगर मैं चुंबक को हिलाता हूं जैसे ही यह तार के पास आता है तो फ्लक्स बदलने वाला है क्योंकि जैसे जैसे चुंबक नजदीक आता है क्षेत्र मजबूत होता जाता है और जैसे जैसे यह दूर होता जाता है क्षेत्र क्षीण होता जाता है फिर से फ्लक्स बदलने जा रहा है और एक emf का उत्पादन होता है यह दिखाने के लिए कि emf का उत्पादन हुआ है उस तार को यहां एक led से जोड़ा गया है और यह led चमकना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए आप देखिए लाल बत्ती आ रही है इसलिए जैसे जैसे चुंबक घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से फ्लक्स में बदलाव होता है और इससे e m f उत्पन्न होता है तो यह पहली बार है कि आपने देखा है कि अगर मैं एक कुंडली के माध्यम से एक चुंबक फेंकता हूं तो यह वही है जो फैराडे ने किया था जो उस में emf पैदा करता है दूसरी बात यह है कि e m f की दिशा इसके विपरीत है इस प्रकार कि यह परिवर्तन का विरोध करती है इसलिए यहां हमारे पास एक कुंडली है यह फिर से प्रोफेसर H C वर्मा की प्रयोगशाला में विकसित हुआ है जिसमें हमने इन लोहे के स्पाइक्स को रखा है जो यहां चुंबकीय क्षेत्र को बहुत मजबूत बनाते हैं जैसे ही आप देखेंगे आप स्विच ऑन कर देंगे इस प्रकार कि विद्युत धारा इस में प्रवाहित करना शुरू कर देती है रिंग दूर जाने का प्रयास करेगी क्योंकि रिंग में उत्पन्न विद्युत धारा या e m f ऐसा होने वाला है जो परिवर्तन का विरोध करने वाला है इसलिए मैं इसे चालू कर दूंगा और आप देखेंगे कि रिंग बाहर को छलांग लगा देती है और यही लेन्ज़ का नियम है Lenz's law आइए जानते हैं कि अब हम इसे गणितीय रूप से कैसे करें इसलिए हमने जो देखा है वह यह है कि हमारे पास e m f है जो d फाई d t के बराबर है और लेन्ज़ के नियम को दिखाने के लिए मैंने एक माइनस चिह्न सामने रखा है आप पूछ सकते हैं कि यह माइनस चिह्न कैसे मदद करता है और हम इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं EMF dϕdt तो e m f माइनस d फाई भाग dt के बराबर है जो माइनस समाकलन B डॉट ds d द्वारा विभाजित dt के बराबर है जहाँ B इस क्षेत्र से गुजर रहा है और d s इस क्षेत्र में क्षेत्र अवयव है तो B डॉट ds का समाकलन मुझे फ्लक्स देता है दो तरीके हैं कि यह बदल सकता है या तो B समय के साथ बदल सकता है तो मैं माइनस चिह्न के साथ d भाग dt B डॉट d s डालूँगा और क्षेत्र निश्चित रहेगा या मैं समय के साथ नियत B ले सकता हूं लेकिन यह क्षेत्र बदलता है इसका मतलब है कि क्षेत्र अंदर और बाहर जाता है और इसलिए फ्लक्स में बदलाव होता है यह सीमाओं के संचलन के कारण है जो भी emf आता है उसे कभी कभी प्रेरक emf के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होता है EMF dϕdt ddtBdS तो पहले हम प्रेरक emf के एक उदाहरण पर नजर डालते हैं जिससे आप बहुत परिचित हैं अगर मैं एक तार लेता हूं और इस धातु की छड़ पर एक छड़ लगाता हूं जिसमें क्षेत्र बाहर आ रहा है और मैं इसे वेग v के साथ खींचता हूं तो क्षेत्रफल बदल रहा है और क्षेत्रफल में यह परिवर्तन मुझे एक emf देता है जो v गुणा l के बराबर है जहां l इस छड़ की लंबाई है vl आपको क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर देती है और विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होने जा रही है कि यह परिवर्तन करता है यह परिवर्तन का विरोध करता है तो विद्युत प्रवाह इस तरह का होना चाहिए कि वह छड़ का विरोध करता है और यह इसे बाहर निकाले जाने का विरोध करता है तो I v बाहर आ रहा है I क्रॉस b यह मुझे पूर्ण बल देगा इस तरह इसलिए मुझे छड़ में निचली तरफ जाना चाहिए और इसलिए लूप में यह इस तरह से होना चाहिए इसका अन्य उदाहरण यह होगा कि मान लो मैं एक बैटरी लेता हूँ स्विच लगाता हूँ और इसे कुंडली में रखता हूँ इसलिए कि जब विद्युत प्रवाह कुंडली से गुजरता है तो इसके माध्यम से एक फ्लक्स होता है और विद्युत प्रवाह में कोई भी बदलाव इस फ्लक्स को बदल देता है अब e m f माइनस साइन के साथ d फाई भाग d t के समानुपाती या बराबर होने वाला है अब मैं इस माइनस चिह्न को गणितीय रूप से सार्थक बना दूंगा फाई जिसे आप जानते हैं कि इस तरह के कुंडली में I के बराबर होने वाला है समानुपाती होने वाला है और यह समानुपातिक स्थिरांक है जिसे आमतौर पर आमतौर पर नहीं इसे हमेशा स्व प्रेरकत्व कहा जाता है तो मैं यहां एक L लिखने जा रहा हूं तो यह माइनस L dI भाग d t है अब हम इस माइनस चिन्ह के महत्व को देखेंगे इसलिए जैसे ही मैं स्विच डालता हूं जो समीकरण मेरे पास होने वाला है वह emf है जो emf v के बराबर है और दूसरा emf जो प्रणाली में उत्पन्न होता है वह है माइनस L dI भाग d t है जिसे rI के बराबर होना चाहिए यदि r प्रणाली का प्रतिरोध है मान लीजिए कि v शून्य था और एक प्रारंभिक विद्युत धारा I है जो उस मामले में I शून्य के बराबर है EMF dϕdt LdIdt ϕ∝I or ϕLI V LdIdtRI यह समीकरण शून्य माइनस L dI भाग d t बन जाता है जो r I या I या dI भाग d t प्लस r द्वारा विभाजित L I शून्य के बराबर है यह होगा उदाहरण के लिए यदि सर्किट में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी और मैंने अचानक स्विच ऑफ कर दिया अब यह समाधान मुझे देता है I बराबर होता है I नॉट e ऊपर माइनस r भाग L t अब ध्यान दें कि इस माइनस चिन्ह के स्थान पर यदि मेरे पास एक प्लस चिन्ह है यदि मेरे पास एक प्लस चिन्ह है मुझे मिलेगा L d I भाग dt जो r I बराबर है और यह मुझे उत्तर देगा I बराबर है I नॉट e ऊपर r भाग L t इस मामले में मेरे स्विच बंद करने के बाद यह विद्युत प्रवाह समय के साथ बढ़ रहा है जो कि उल्लंघन है हम देखते हैं इस मामले में यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है और यह समय के साथ कम हो रहा है और अंततः शून्य पर जा रहा है इसलिए आप उस माइनस चिन्ह के महत्व को यहाँ देखते हैं और यह लेंज़ के नियम का कथन है 0 LdIdtRI dIdtRLI0 or II0e RLt दूसरा उदाहरण जिसके माध्यम से मैं इस माइनस चिन्ह के महत्व को दिखाता हूं जिसे हमने पहले ही हल कर लिया है वह यह धातु का सर्किट है जिस पर मेरे पास यह छड़ है जिसे दाईं ओर खींचा जा रहा है यह वेग v है और हमने पहले ही मान लिया है उस स्क्रीन से क्षेत्र बाहर को आ रहा है और उस मामले में हमने देखा कि विद्युत प्रवाह दक्षिणावर्त दिशा में जा रहा था जो कि विरोध करता है तो यह वही है जो हमने भौतिकि रूप से देखा है हमें इसे गणितीय रूप से देखेंगे तो मेरे पास b का d भाग dt है इस मामले में यह एकसमान क्षेत्र है तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं b d a e m f के बराबर है जो इस मामले में मैं r I के रूप में लिख सकता हूं और इस माइनस चिन्ह के महत्व को समझने के लिए मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखने जा रहा हूं मैं इस तरह लिखने जा रहा हूं r समाकलन यहाँ I है u जहां u विद्युत प्रवाह की दिशा में इकाई वेक्टर है तो यहाँ यह डॉट d l होगा जहाँ d l रेखा अवयव है पथ के साथ और कुल लंबाई से विभाजित जो इसे r I रखता है अब l दिशा और A की दिशा दक्षिण हस्त के परिपाटी से संबंधित हैं इसलिए अगर मैं अपनी उंगलियों को l दक्षिणावर्त या वामावर्त लेता हूं तो अँगूठा मुझे a की दिशा देता है अब इस मामले में b नियत है a बदल रहा है तो मैं इसे ऐसे लिखने जा रहा हूँ माइनस b डॉट d a भाग d t जो r I लंबाई से विभाजित के बराबर है इसे इस रूप में लिखते हैं कि मैं इसे स्व प्रेरकत्व के साथ भ्रमित न करुँ जो कि हमने पहले u डॉट d l वक्र पर समाकलन देखा था आइए हम मान लें कि मैं A को भी बाहर ले जा रहा हूं मान लीजिए मैंने क्षेत्रफल A को बाहर की तरफ लिया अगर मैंने क्षेत्रफल A को बाहर की तरफ लिया है तो u और l वामावर्त इस तरह जैसे कि v को बाहर निकाला जा रहा है क्षेत्रफल A बढ़ रहा है dA भाग dt धनात्मक होगा और माइनस dA भाग dt स्क्रीन में इंगित कर रहा है और इसलिए यह पूरा उत्पाद माइनस b d a भाग dt ऋणात्मक है यहां इस माइनस चिह्न के कारण यदि विद्युत प्रवाह की दिशा भी वामावर्त थी तो यहां दाहिने हाथ की तरफ देखिए यदि मैं वामावर्त था तो u l के विपरीत इशारा करेगा माफ करें u उसी दिशा में इंगित होगा जैसे l u उसी दिशा में इंगित करेगा जैसे d l और r h s सकारात्मक होगा आप वाम हस्त पक्ष और दक्षिण हस्त पक्ष की असंगतता देखते हैं दूसरी तरफ अगर u दक्षिणावर्त इशारा कर रहा है अगर विद्युत प्रवाह दक्षिणावर्त है तो u और d l विपरीत दिशा में हैं और आपको सही संकेत मिलता है तो आप इस चिह्न के महत्व को देखते हैं यह वास्तव में ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है फिर से क्योंकि अगर विद्युत प्रवाह दक्षिणावर्त या वामावर्त चला जाता है तो छड़ तेजी से तेज और तेज चलती रहेगी क्योंकि उसे बाहर धकेला जाएगा दूसरी ओर जब यह दक्षिणावर्त जाता है तो इसे रोक दिया जाता है इसलिए इस व्याख्यान में हमने जो शामिल किया है वह यह है कि फैराडे के नियम Faraday's law द्वारा फ्लक्स में बदलाव से emf मिलता है जिसे माइनस d फाई भाग d t के रूप में दिया जाता है और यह माइनस चिह्न लेन्ज़ के नियम Lenzs law को गणितीय प्रभाव दिखाने के लिए वहां दिया गया है यह विद्युत प्रवाह को इस तरह से बनाता है कि यह परिवर्तन के कारण का विरोध करता है अगले व्याख्यान में हम इस पूरे फैराडे के नियम Faraday's law को क्षेत्रों के संदर्भ में बदल देंगे